इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वन के लेक्चर में आपका स्वागत है यह लेक्चर नंबर 19 है और आज हम दो वेरिएबल के फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे आज हम कुछ और प्रॉब्लम लेंगे और जो आईडिया हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है उसे अप्लाई करेंगे तो हम पिछले लेक्चर को थोड़ा याद करते हैं हमने लोकल एक्सट्रीमा को इन्वेस्टिगेट किया था और वह सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन थी हमें पहले सारे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं और यह क्रिटिकल पॉइंट इनिक्वेशंस को सॉल्व करने से प्राप्त होंगे x और y के रेस्पेक्ट में f के पार्शियल डेरिवेटिव को ज़ीरो किया जाएगा और इनको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमें वह पॉइंट मिलेंगे जो इनको सेटिस्फाई करेंगे तो वह क्रिटिकल पॉइंट होंगे और हर एक क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम यह नोटेशन r इवेलुएट करेंगे और इसके लिए हमने x के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है हर एक क्रिटिकल पॉइंट पर और फिर s मिक्स डेरिवेटिव है और t जोकि y के रेस्पेक्ट में f का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसके बाद आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने rt s2 को कैलकुलेट किया तो rt s2 अगर पॉजिटिव है और r नेगेटिव है तब हम इसे मैक्सिमम का पॉइंट कहेंगे और यदि इस पॉइंट पर rt s2 पॉजिटिव है और r भी पॉजिटिव है तब यह मिनिमम का पॉइंट होगा इसी प्रकार जब rt s2 नेगेटिव है तब यह सैडल पॉइंट बनता है और जब rt s2 जीरो है तब यह सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट फेल हो जाता है और हमें किसी दूसरे तरीके से आगे इन्वेस्टिगेशन करनी होती है अब हम यहां एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम फंक्शन fxy4x2y2e x2 4y2 का लोकल एक्सट्रीमा पता करना चाहते हैं तो हमें fx कंप्यूट करना होगा fx को ज्ञात करने के लिए फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा y को कांस्टेंट लेते हुए पहली टर्म में हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x2 4y2 और फिर इसका डेरिवेटिव जोकि 2 x होगा x के रिस्पेक्ट में और फिर प्लस तो यहां यह 8 x है जोकि फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव है और फिर e x2 4y2 है अब इस टर्म को हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं और यहां x है हम 2x को भी कॉमन ले सकते हैं और e x2 4y2 फिर पहली टर्म से हमें यह 4x2 y2 मिलेगा यहां यह माइनस साइन आएगा और हमने पहले से ही 2x और एक्स्पोनेंशियल फंक्शन ले लिया है तो हमें यहां पर 4 मिलेगा यह इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पहला डेरिवेटिव है तो 2x और यह एक्स्पोनेंशियल फंक्शन 4 4x2 y2 fxxy2xe x2 4y24 4x2 y2 इसी प्रकार हम y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या कर सकते हैं तो हम आपसे y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तब यहां से 2y मिलेगा और फिर से वही एक्स्पोनेंशियल फंक्शन और यह एक्स्ट्रा टर्म 1 16x2 4y2 आएगी इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें क्रिटिकल प्वाइंट मिलते हैं तो अगर हम इन इक्वेशन को जीरो रखें उस केस में हमें इससे पहेली इक्वेशन मिलती है क्योंकि एक्स्पोनेंशियल जीरो नहीं हो सकता तो या तो x जीरो होगा या यह ब्रैकेट जीरो होगा

अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहां हमने 4 कॉमन लिया है और जो कि 1 बाय 4 हो जाएगा राइट हैंड साइड में और यह 4 x2y2 है हम इससे कोई सलूशन नहीं निकाल सकते क्योंकि इन दोनों इक्वेशन में पहली इक्वेशन कहती है 4 x2y2 बराबर है 4 के जबकि दूसरी इक्वेशन कहती है कहती है 4 x2y2 14 होगा इस सिस्टम से हमें कोई सलूशन नहीं मिलता है तो हमारे पास जो पॉइंट आए हैं वह हैं 0 00120 1210 10अब इस इन सभी उसको पॉइंट को आगे इन्वेस्टिगेट करना होगा जैसे की डिस्कस किया गया है तो हमारे पास 5 क्रिटिकल पॉइंट हैं या फिर वह पॉइंट है जहां पर दोनों डेरिवेटिव वैनिश हो गए हैं अब हमें हर क्रिटिकल पॉइंट को डिस्कस करना होगा कि वह लोकल मिनिमम है या लोकल मैक्सिमम है या क्रिटिकल पॉइंट है इसके लिए हमें सफिशिएंट कंडीशन का इस्तेमाल करना होगा जो कि हमने पहले डिस्कस की थी तो अब हम आगे चलते हैं हमारे पास fx है और हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे क्योंकि आगे इन्वेस्टिगेट करने में काम आएगा तो फिर से हम इसे एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में और हमें यह तो मिलेगी क्योंकि यह कई टर्म हैं तो मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया है यहां पर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा अब हम आगे करेंगे हमारे पास 2e x2 4y2 है हम इसे पहला फंक्शन मान लेंगे और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट लेंगे तो यहां 4 हो जाएगा और यहां पर 12 x2 होगा और फिर यहां y2 x के रिस्पेक्ट में फिर प्लस तो यह दो बार हो जाएगा और फिर से यह टर्म4 x 4 x3 और xy2 रहेगी और हम पहली टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास e x2 4y2 और फिर 2 x रहेगी जब हम इस x2 4 y2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे इस केस में हम 2e x2 4y2 को कॉमन लेंगे और हमारे पास 4 12 x2 y2 रहेगा हम फिर से 2x कॉमन लेंगे तब हमारे पास 2 2 बचेगा यह 4 हो जाएगा और 8 x तब हमारे पास 8 x3 रहेगा और यह 2 x2y2 जो कि हम पहले ही देख चुके हैं यहां पर x है तो हमारे पास x2 है यहां से एक और यहां से x यह x2y2 बन जाएगा यहां पर 4 है और यहां x2 तो 8 x2 और फिर यह 12 x2 जोकि 20x2 बनाएगा तब हमारे पास x4 तो 8x4 और y2 और फिर यह 2x2y2 जोकि 2e x2 4y2 है तो यह डेरिवेटिव है जोकि x के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है जो कि यहां पहले से ही लिखा हुआ है हमें दूसरे डेरिवेटिव भी निकालने हैं तो मिक्स डेरिवेटिव जोकि x और y के रेस्पेक्ट में हैं और फिर y2 के रिस्पेक्ट में पिछली स्लाइड से fy लिखा हुआ है अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जैसा कि ऊपर डिस्कस किया गया है जो भी हमें यहां टर्म मिली थी उसे हमें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और fyy जोकि y के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है यह fy है और जब हम इसे y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे दो हमें t मिलेगा जोकि एक्स्पोनेंशियल है और यह एक्सप्रेशन है 1 20y2 16x2 128x2y232y4 अब हमारे पास तीन इक्वेशन हैं यह डेरिवेटिव r है जो कि x के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है s मिक्स डेरिवेटिव है और t y के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है इन डेरिवेटिव की मदद से हम आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि यह पॉइंट मैक्सिमम का है या मिनिमम का है या सैडल पॉइंट है rfxxxy2e x2 4y24 20x28x4 y22x2y2 sfxyxy4xye x2 4y2 1716x24y2 tfyyxy2e x2 4y21 20y2 16x2 128x2y232y4 इन तीन एक्सप्रेशन से r s और t की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं और फिर इन पॉइंट को आईडेंटिफाई करेंगे याद रखिए पहला पॉइंट 00 है यह पॉइंट 00 है इस पर हम r s और t को ज्ञात करेंगे r के लिए जब x और y दोनों जीरो हैं तब जीरो आएगा और यह e0 वन बन जाएगा अतः यह प्रोडक्ट 4×28 आएगा s भी जीरो जाएगा और फिर से यहां पर नॉन जीरो नंबर है और यह टर्म जीरो हो जाएगी और यहां पर एक और दो के मल्टिप्लाई होने से 2 आएगा r यहां पर 8 आएगा s 0 है और t 2 है पॉइंट 00 पर हमने इसे पहला क्रिटिकल पॉइंट लिया है सभी क्रिटिकल पॉइंट में से क्योंकि हर एक पॉइंट को हमें आईडेंटिफाई करना है कि वह मैक्सिमम है मिनिमम है या सैडल पॉइंट है इस पॉइंट पर हमने सभी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ज्ञात कर लिए हैं और इसके बाद हमें rt s2 कैलकुलेट करना है r और t का यह प्रोडक्ट 16 है यहां पर 16 आएगा जो कि पॉजिटिव है और सफिशिएंट कंडीशन में rt s2 पॉजिटिव होता है तो यहां पर r पॉजिटिव है और यह लोकल मिनिमम का पॉइंट है तो हमें लोकल मिनिमम का पॉइंट मिल गया है अतः 00 पर फंक्शन का लोकल मिनिमम है यह दूसरे और तीसरे पॉइंट हैं जोकि ज़ीरो प्लस हाफ और जीरो माइनस हाफ है क्योंकि इन सभी एक्सप्रेशन में y आता है जोकि इवन पावर में है तो हम इन दोनों को साथ में ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि y की पावर इवन होने से सेम नंबर आएगा चाहे हम प्लस साइन ले या माइनस हम इन दोनों पॉइंट ्स को साथ में कंसीडर कर सकते हैं अब हम पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं तो जीरो और ±12 हमें इस केस में r को दोबारा कैलकुलेट करना होगा और x जीरो है तो यह दो बार हो जाएंगी आर दो बार आएगा और यहां एक्स्पोनेंशियल फंक्शन है x जीरो है और y2 14 है यहां हमारे पास e 1 आता है तब 4 फिर माइनस यह जीरो यहां भी जीरो है तो केवल y2 बचेगी तो यहां पर 14 और फिर यहां पर x जो कि जीरो हो जाएगा तो हमें मिलेगा e 1 और फिर 154 यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 152e यह 152e इस पॉइंट पर r की वैल्यू है यह 152e है इसी तरह हम s और t ज्ञात कर सकते हैं यह जीरो और ± 12 सब्सीट्यूट करते हुए जब हम इसे s में रखेंगे तब क्योंकि x और y प्रोडक्ट में हैं तब x के 0 होने से पूरी टर्म 0 हो जाएगी एस सीधे ही जीरो आता है और फिर भी हमें यह y2 में सब्सीट्यूट करना है और यह दो टर्म x की हैं जोकि वैनिश हो जाएंगे और यहां y4 है तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 4e और अब rt s2 rt जोकि यहां प्रोडक्ट बनाता है और क्योंकि यहां पर माइनस साइन है तो t 30e2 हो जाएगा अब rt s2 नेगेटिव है इस नेगेटिव का मतलब है की सफिशिएंट कंडीशन में यह सैडल पॉइंट होगा यह पॉइंट नंबर दो और तीन है 012 और 0 12 यह दोनों सैडल पॉइंट है और हमारी सफिशिएंट कंडीशन से हमने इन दोनों पॉइंट को सैडल पॉइंट की तरह आईडेंटिफाई कर लिया है आखरी में 4 और 5 नंबर पॉइंट है जोकि ±10 हैं यह फिर से 2 पॉइंट है और हम इन दोनों को एक साथ हल कर सकते हैं क्योंकि x जहां भी आता है या तो स्क्वायर है या उसकी पावर फोर है तो फिर यह वैल्यू सेम रहती है यदि हम माइनस या प्लस साइन ले तो अतः जब हम r को सॉल्व करेंगे हमें y को 0 लेना होगा तो यह 2 टर्म जीरो हो जाएंगे और फिर से e पावर यह जीरो जो 1 हो जाएगा अतः e 1 फिर से सेम है जोकि डिनॉमिनेटर में आएगा और सॉल्व करने के बाद हमें 16 मिलेगा यहां पर आर 16e हो जाएगा और s जीरो होगा क्योंकि एक्सप्रेशन में y है तो हमें जीरो मिलेगा t की वैल्यू 30e होगी इस एक्सप्रेशन से तो यह rt s2 फिर से हम कंप्यूट करेंगे और rt पॉजिटिव होगा और 480e2 फिर हम r के साइन से डिसाइड करेंगे कि यह मैक्सिमम का अकाउंट है या मिनिमम का पॉइंट है इस केस में और नेगेटिव है और याद रखिए कि जब rt s2 पॉजिटिव है और r नेगेटिव है तब इस तरह का पॉइंट मैक्सिमम का होगा इस केस में यह 2 पॉइंट 10 और 10 लोकल मैक्सिमम के पॉइंट होंगे अब हम अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जिसमें फंक्शन fxy बराबर है y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y प्लस x 4 हम इसके 4 लोकल एक्सट्रीमा को डिस्कस करना चाहते हैं इस केस में फिर से हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे जोकि fxबराबर है 2 xy और 4 x3 के फिर हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे तो फिर 2 y x2 होगा हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ गए हैं इससे हम स्टेशनरी प्वाइंट फाइंड करेंगे हमें इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है इसका मतलब fx को 0 रखना है और fy को जीरो रखना है तो यहां से हमारे पास 2xy4x3 है और fyजीरो के बराबर है यह हमें मिलता है और हम से जीरो के बराबर रखते हैं इसका मतलब यह है की 2yx2 जीरो के बराबर है इन दोनों इक्वेशन से हमें सारे पॉइंट ज्ञात करने हैं जो इनको सेटिस्फाई करते हैं पहली इक्वेशन से हम देख सकते हैं की x की वैल्यू जीरो है और यह इसे इस पर सेटिस्फाई भी करता है x इक्वल टू जीरो के लिए y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन से आएगी क्योंकि हम ऐसे सारे पॉइंट पता करना चाहते हैं जो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करें x इक्वल टू जीरो यहां बनाता है fxx000 तब जब x जीरो है तब y को भी जीरो होना है दूसरी इक्वेशन से तब हमें 1 पॉइंट मिलता है जहां पर x और y दोनों जीरो है अब हमें दूसरी पॉसिबिलिटी भी देखनी है जो कि इन दोनों को जीरो कर दें यहां पर x 0 है और सेकंड टर्म भी जीरो है इसका मतलब यह है की 2 y4 x2 जीरो होना चाहिए फिर से इन दोनों इक्वेशंस से हम यह देखते हैं की केवल पॉइंट जो इन 2 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है वह 0 0 है हमें दूसरा कोई नहीं मिलेगा तो इस केस में स्टेशनरी प्वाइंट 0 0 है इस पॉइंट 0 0 पर अब हमें आइडेंटिफिकेशन डिस्कस करना है या इस पॉइंट के लोकल मिनिमम के लिए सर्च करना है अब हमें सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पर फाइंड करेंगे fxx00 x के रेस्पेक्ट में fx का डेरिवेटिव है तो हमें 2 y मिलेगा और फिर हमें 12 x2 मिलेगा 0 0 पर फिर से x और y टर्म है तो यह जीरो हो जाएगा और यदि हम fxy कंप्यूट करें जो कि हमारी जरूरत है इसे y के रेस्पेक्ट में करने पर हमें 2 x मिलेगा और fyy 0 हो जाएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने से हमें 2 मिलेगा यदि हम rfxx00 कंप्यूट करें तो यह जीरो होगा मिक्स ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी शून्य होगा जोकि 00 पर s है यह भी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहां पर x है और इस पॉइंट पर tfyy002 क्योंकि इसमें x और y नहीं है इसलिए यह 2 हो जाएगा अब हमें rt s2 को कंप्यूट करना है और यह r और t है यह जीरो हो जाएगा और माइनस s स्क्वायर जीरो है तो इस केस में टेस्ट फेल हो जाएगा और rt s2 के सहारे हम कुछ भी कनक्लूड नहीं कर सकते या फिर सेकंड आर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हमें कंक्लूजन नहीं मिलेगा और हमें दूसरा तरीका इस पॉइंट के लिए लगाना होगा यह टेस्ट फेल हो जाता है लेकिन हम आसानी से पता कर सकते हैं कि यह मैक्सिमम का पॉइंट है मिनिमम का पॉइंट है या सैडल पॉइंट है यदि हम f कैलकुलेट करें f के साइन पर हम डिसाइड कर सकते हैं की पॉइंट मैक्सिमम का है या मिनिमम का है यदि यह नेगेटिव है इसका मतलब है की f00 बड़ा है इस पॉइंट के नेबरहुड में तो इस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमम है यदि f पॉजिटिव है नेबरहुड में तब यह लोकल मिनिमम का पॉइंट है यदि यह साइन बदलता है 00 पॉइंट के नेबरहुड में तब हम कनक्लूड करेंगे कि यह सैडल पॉइंट है हम f के साइन को ऑब्जर्व करेंगे और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पर नहीं जाएंगे काफी केसेस में यह काम करता है लेकिन कभी f का साइन फंक्शन से देखना मुश्किल होता है इस केस में शायद यह पॉसिबल है तो जब f0h0k f00 जीरो है f0h0k हो जाएगा तब y को k से रिप्लेस किया जाएगा और यह है h2k और फिर x इस h से रिप्लेस किया जाएगा तब हमारे पास h4 होगा x4 की जगह इस प्रकार हमारे पास f की वैल्यू पॉइंट 00 के नेबरहुड में है अब हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं अतः हमारे पास है k2h22 अब हमें यहां से होल स्क्वायर मिलेगा जोकि k24 है तो यह k24 और हमारे पास h4 की टर्म है तब यह बन जाएगा 32k2 अतः यह k24 और तब हमारे पास k2 था32k2 2 टर्म को कंबाइन कर सकते हैं और हमें चार मिलेगा यहां पर 1 आएगा और यह 34 हो जाएगा तो यहां 34 है और यहां 2 की जगह 4 आएगा 34 और 14 मिलकर k2 बनाएंगे और फिर यह h4 हो जाएगा तब हमारे पास h4 है और k इन टू h स्क्वायर बचेगा तो यह केवल 32k2 हो जाएगा हम इस टर्म से इसका बिहेवियर ज्ञात करेंगे जोकि क्लियर है क्योंकि h और k दोनों जीरो नहीं है इनमें से एक जीरो हो सकता है हम तब भी इसके नेबरहुड में रहेंगे हम दोनों को जीरो नहीं कर सकते इनमें से एक 0 होना चाहिए एग्जांपल के लिए k जीरो नहीं है तब हमारे पास कुछ पॉजिटिव आता है और यहां भी स्क्वायर टाइम है जो पॉजिटिव देती है यदि h 0 नहीं है तब यह जीरो हो सकता है और फिर से यह एक पॉजिटिव टर्म आती है तो जब h और k जीरो नहीं है चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव लेकिन यह टर्म जबकि एच और के में से कोई जीरो नहीं है या दोनों ही नॉन्जीरो हैं यह टर्म पॉजिटिव रहती है इसका मतलब यह है की हम इस पॉइंट के नेबरहुड में रहते हुए f को पॉजिटिव दिखा सकते हैं इस केस में यदि यह पॉजिटिव है इसका मतलब यह है की नेबर हुड में फंक्शन ज्यादा वैल्यू ले रहा है यह पॉइंट 00 लोकल मिनिमम का है अतः यह पॉइंट 00 लोकल मिनिमम का है यह आसान था क्योंकि टेस्ट फेल हुआ है लेकिन यह सफिशिएंट कंडीशन है हमारे पास कोई भी सफिशिएंट कंडीशन नहीं आती है जो कि हमें लोकल मिनिमम के बारे में बता सके लेकिन यह फंक्शन बहुत आसान है और हमने फंक्शन के नेबरहुड में f को पॉजिटिव देख लिया और इस प्रकार फंक्शन का इस पॉइंट पर लोकल मिनिमम है अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे जहां fxy2x4 3x2yy2 यह पिछले एग्जांपल जैसा ही है तो हम fx fy कैलकुलेट करेंगे और फिर स्टेशनरी प्वाइंट पता करेंगे हम पता करेंगे की 00 स्टेशनरी प्वाइंट है और पिछली प्रॉब्लम की तरह ही हम fxx कैलकुलेट करेंगे और वह जीरो आएगा क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों टर्म है और जब हम fxy कैलकुलेट करेंगे तब तो फिर से यह 6x हो जाएगा और पॉइंट 00 पर यह जीरो हो जाएगा जब हम fyy कैलकुलेट करेंगे तब इसे y के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे और हमें 2 मिलेगा पिछले केस की तरह ही हम rt s2 कैलकुलेट करेंगे और यह टेस्ट फेल हो जाएगा और पिछले सवाल का ही आईडिया हमें यहां लगाना होगा अब हम f कैलकुलेट करेंगे इसमें पॉइंट के नेबरहुड में और यह आएगा 2h4 3h2kk2 और हम इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे यहां 3 h2k है और हमने इसे 2h2k और h2k में लिखा है तब हम पहली दो टर्म से कॉमन 2h2 लेंगे तो यहां पर हमें h2 और k मिलेगा और फिर k यहां से तब हमें मिलेगा h2 k और यह प्रोडक्ट h2 k इन टू 2h2 k होगा और अब हम यह डिस्कस करेंगे की डेल्टा f का साइन कैसे पता किया जाए या तो डेफिनेट साइन आएगा या पॉजिटिव या नेगेटिव इस पॉइंट के नेबरहुड में यह साइन कैसे बदलता है पहली पॉसिबिलिटी हम लेते हैं जिसमें k नेगेटिव लिया जाए एग्जांपल के लिए यदि k को नेगेटिव लिया जाए h कुछ भी हो जब तक k नेगेटिव है यह टर्म पॉजिटिव है k यहां भी k पॉजिटिव है चाहे h कुछ भी हो जीरो या नॉन जीरो लेकिन जब k नेगेटिव है तो यह प्रोडक्ट पॉजिटिव हो सकता है हमारे पास f पॉजिटिव है यहां पर जब के नेगेटिव है अब हम एक और सिचुएशन देखते हैं इस केस में f नेबरहुड में नेगेटिव हो सकता है चाहे हम h इक्वल टू जीरो के कितने भी क्लोज आ जाएं k जीरो है तब f नेगेटिव होगा यहां हम देखते हैं कि k जोकि जीरो से छोटा है के लिए f पॉजिटिव है और दूसरी पॉसिबिलिटी में हम h और k को इस तरह लेंगे कि k बड़ा होना चाहिए h2 से और छोटा होना चाहिए 2h2 से इस तरह लेते हुए हम अपने नेबरहुड को छोटा नहीं कर रहे हैं हम इस पॉइंट 00 के क्लोज जाएं इसका मतलब h जीरो और k जीरो और इस पाथ पर k एच स्क्वेयर और यह के बड़ा होना चाहिए h2 से और छोटा होना चाहिए 2h2 से यदि हम h और k नेबरहुड में से लें जोकि इस इनिक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं तब क्या होगा यह h स्क्वायर k से कम होगा के एक बड़ा नंबर है और यह नेगेटिव नंबर है और फिर k h स्क्वेयर के से बड़ा है तो यह भी पॉजिटिव नंबर है अतः यह नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर वापस नेगेटिव बनाएंगे अतः इनके नेबरहुड में जब h और k इन पॉइंट ्स को सेटिस्फाई करते हैं तो f नेगेटिव होता है अब हम ऑब्जर्व करते हैं वह बहुत इंटरेस्टिंग है की पॉइंट 00 के नेबरहुड में हम यह रियलाइज करते हैं कि यह f पॉजिटिव है और यह f नेगेटिव है और यह साइन बदल रहा है पॉइंट 00 के नेबरहुड में इसलिए यह पॉइंट 00 सैडल पॉइंट है फिर से हम इस पॉइंट 00 को आईडेंटिफाई कर पाए हैं और यह सैडल पॉइंट आया है जोकि सेकंड ऑर्डर टेस्ट में पॉसिबल नहीं था लेकिन सीधे ऑब्जर्व ेशन से हम इसे सैडल पॉइंट बता सकते हैं यह एक और सिंपल प्रॉब्लम है जिसने हमें फंक्शन fxy22x2y x2 y2 का मैक्सिमम और मिनिमम पता करना है जहां डोमेन पहले क्वाड्रेंट का ट्रायंगुलर प्लेट है जोकि बाउंडेड है इस जीरो से x इक्वल टू जीरो से y इक्वल टू जीरो से और y इक्वल टू 9 x लाइन से यह इस प्रॉब्लम का डोमेन है और यह एक बॉउंडेड डोमेन है क्योंकि x इज इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो और बाय इक्वल टू 9 x यह बाउंड्री है यह 09 पॉइंट है और यह 90 प्वाइंट है यहां हमें इस रीजन का इंटीरियर और बाउंड्री को कंसीडर करना है So when we have the bounded domain we have to consider because this maximum minimum may exist at the boundaries So this interior points so that means leaving the boundary now तो जब हमारे पास बॉउंडेड डोमेन है तब हमें यह कंसीडर करना है की मैक्सिमम और मिनिमम उनकी बाउंड्री पर भी हो सकते हैं अतः यह इंटीरियर पॉइंट है इसका मतलब है कि हमें बाउंड्री को छोड़ना है So at interior points we will search for the stationary point and separately we will handle or we will look for the extrema at the boundary So the stationary point for this problem we can easily compute fx and fy and they come to be 1 and 1 इंटीरियर पॉइंट पर हम स्टेशनरी पॉइंट को सर्च करेंगे और अलग से हैंडल करेंगे हम एस्प्रीमा को एक्सट्रीमा को बाउंड्री पर भी देखेंगे ओके प्रॉब्लम के स्टेशनरी पॉइंट आसानी से निकाले जा सकते हैं और fx और fy ज्ञात किए जा सकते हैं जोकि 1 और 1 आते हैं So this here is the stationary point in the domain or in the interior of this domain excluding the boundary So we have to consider this point because we can have local extrema at this interior point but in this problem we our interest is to find absolute maximum and minimum So definitely we will test at this point what is the value of the function later on यह इस डोमेन में स्टेशनरी पॉइंट हैं या फिर इस डोमेन के के इंटीरियर पॉइंट है बाउंड्री को छोड़ते हुए हमें इस पॉइंट को कंसीडर करना होगा क्योंकि पॉइंट इंटीरियर पॉइंट पर हमारे पास लोकल एक्सट्रीमा है लेकिन हम तो एब्सलूट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हम बाद में ज्ञात करेंगे So we have one point and none the boundary points we have to look So along this OA line here so y is 0 So we can set in our fx as y 0 So f will be 22x x2 and x varies from this 0 to 9 So this is a 1 variable problem and we can look again for the critical point were just by differentiating this function with respect to x so which comes to be at x is equal to 1 there might be a point of local maximum or minimum हमारे पास 1 पॉइंट है और कोई भी बाउंड्री पॉइंट नहीं है हमें यह देखना होगा इस OA लाइन के अलौंग y 0 है तो हम fx में y को 0 लिख सकते हैं तो फिर f हो जाएगा 22x x2 और x जीरो से 9 वेरी करेंगें यह एक वेरिएबल की प्रॉब्लम है और हम फिर से क्रिटिकल प्वाइंट देख सकते हैं और इन्हें ज्ञात कर सकते हैं फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके जोकि वन आता है तो यह लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम का पॉइंट हो सकता है We do not have to actually go for the identification so there will be few points where the maxima minima can appear and then we will get the function value at those points And from there we can conclude which is the maximum value and which is the minimum value हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं जाना है तो ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जहां पर मैक्सिमा मिनिमा अपीयर हो रहे हैं और वहां पर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लें और वहां से हम कनक्लूड कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू मिनिमम है और कौन सी मैक्सिमम So here this is a stationary point in this one dimensional problem So the possible candidates for this extrema because again for this problem now we have the boundary points 0 and 9 So we have to also consider 00 points in 90 point and 10 this at x is equal to 1 which is a stationary point for this problem अतः यह एक डाइमेंशनल प्रॉब्लम के स्टेशनरी पॉइंट है और यह एक्सट्रीमा के लिए पॉसिबल पॉइंट है क्योंकि 0 9 बाउंड्री पॉइंट है तो हमें 00 90 और 90 वह भी कंसीडर करना है और x 1 पर जो कि स्टेशनरी प्वाइंट है इस प्रॉब्लम का So we have three points we have the 00 points which is the boundary of this one dimensional problem and here we have the 90 point and we have the 10 point So these are the three points similarly along this OB line we have to search now here along this line x is equal to 0 we can set in fxy function हमारे पास यहां 3 पॉइंट ्स यह 00 पॉइंट है जोकि इस एक डाइमेंशनल प्रॉब्लम का बाउंड्री पॉइंट है और फिर हमारे पास 90 पॉइंट है और फिर 10 पॉइंट है तो यह हमारे पास 3 पॉइंट से इसी प्रकार OB लाइन के अलौंग हमें एक्स को जीरो रखना है और यह हम फंक्शन में सेट कर सकते हैं So again this is a problem of one variable we have to look for the stationary point and along this boundary here we have the 00 this boundary point which was already taken earlier we have 09 point and from here by differentiating this we will get the stationary point as 0 1 So we have these three stationary points I mean these three candidates for extrema यह फिर से एक वेरिएबल की प्रॉब्लम है और हमारे स्टेशनरी प्वाइंट 00 है बाउंड्री के अलौंग हमारे पास 00 है यह बाउंड्री पॉइंट पहले ही लिया जा चुका है अब हमारे पास 09 पॉइंट है और यहां से डिफरेंटशिएट करके हमें के स्टेशनरी प्वाइंट मिलता है तो हमारे पास 3 स्टेशनरी प्वाइंट हैं मतलब 3 पॉइंट एक्सट्रीमा के लिए हैं Similarly we have to do again this third boundary y is equal to 9 x So we will substitute y is equal to 9 x into fxy So we will have again a problem of 1 variable we have to look for the interior point there So fx is equal to 0 we will get only 1 point which is 92 and 92 इसी प्रकार हमें दोबारा करना है तीसरी बाउंड्री y बराबर 9 x के लिए अतः हम y को 9 x सब्सीट्यूट करेंगे fxy में तब हमारे पास फिर से एक वेरिएबल की की प्रॉब्लम आएगी जिसमें हम इंटीरियर पॉइंट देख सकते हैं अतः fx जीरो के बराबर है तब हमारे पास 1 पॉइंट आएगा 92 और 92 So this is the point there and obviously these boundary points which are already being taken care by the earlier problem So we have so many points here the 7 points where the function may take the maximum or the minimum value So we have to consider the interior and we have to also consider the boundaries when we have a closed and the bounded domain यह बाउंड्री प्वाइंट हम पहले की प्रॉब्लम में भी देख चुके हैं तो हमारे पास यहां पर 7 पॉइंट हैं जिन पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ले सकता है तो हमें इंटीरियर को कंसीडर करना है और हमें बाउंड्री को भी लेना है जब हमारे पास क्लोज और अनबॉउंडेड डोमेन है So here these points we will evaluate simply the function because our interest is to find the global maximum minimum we do not have to identify each of this point for local maximum or minimum So at 1 1 the function fxy is taking value 4 and 0 0 is taking 2 and so on अब हमें इन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करनी है क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने में हैं हमें हर पॉइंट को लोकल मैक्सिमम या मिनिमम की तरह आईडेंटिफाई नहीं करना है अतः 1 1 पर फंक्शन fxy वैल्यू चार ले रहा है और गेट0 0 पर दो ले रहा है और इसी प्रकार आगे भी So here we have computed all these values at these points and then we realize this 16 which is the which the function takes at 9 0 and 0 9 point is the minimum among all and this 4 is the maximum 1 at 1 1 point हमने सभी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट कर ली है और हम यह देखते हैं कि यह 16 जोकि फंक्शन 9 0 और 0 9 पर लेता है यह मिनिमम है और 4 जोकि मैक्सिमम है 1 1 पर So the function takes maximum at the interior here at 1 1 point and it takes the minimum at 9 0 or 0 9 point which is the value is 61 So this was a problem with bounded domain the earlier problems were in the open domain So where we have not considered the boundary because there were no boundaries in the problem but this here we have to if there is a boundary the domain is closed अतः फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू लेता है 1 1 इंटीरियर पॉइंट पर और यह मिनिमम वैल्यू लेता है 9 0 या 0 9 पर जिस पर वैल्यू 61 है यह बॉउंडेड डोमेन की प्रॉब्लम है और इससे पहली प्रॉब्लम ओपन डोमेन की थी तो हमने वहां पर बाउंड्री को कंसीडर नहीं किया वहां पर बाउंड्री नहीं थी लेकिन इस प्रॉब्लम में हमने बाउंड्री को लिया है क्योंकि डोमेन क्लोज है Then we have to also look for the boundaries because maximum and minimum may occur on the boundaries which is the case here like minimum is at9 0 or 0 9 कहां पर हमें यहां पर बाउंड्री को भी देखना है क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम बाउंड्री पर भी आ सकते हैं जैसा कि यहां पर मिनिमम 9 0 या 0 9 पर है So the conclusion here that maximum and minimum can occur only at the boundary points of the domain that is a one and the second the critical points which we have to look for the possible candidates for maximum and minimum यहां कंक्लूजन यह है कि मैक्सिमम और मिनिमम बाउंड्री पॉइंट पर हो सकते हैं डोमेन के जैसा कि हमने देखा पहला और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमम के लिए पॉइंट था So these are the references Thank you very much यह कुछ रिफरेंस हैं धन्यवाद